तो अब हम असाइनमेंट 2 शुरू करेंगे जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाग पर है तो और फिर स्टिचशन भी है तो पहला प्रश्न यह है कि चार कण जिनमें से प्रत्येक का आवेश q है एक वर्ग के कोनो पर रखे गए हैं और विपरीत चिन्ह वाली एक अन्य आवेश Q को वर्ग के केंद्र में रखा गया है और फिर आवेशों का बल ऐसा है कि उनमें से प्रत्येक पर कुल बल जैसे उन चारों कणों में से प्रत्येक पर कुल बल शून्य है तो उसके लिए कौन सा संबंध सत्य है हमें यह देखने की आवश्यकता है कि बल कैसे कार्य कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये चार आवेश हैं जो एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे जाते हैं और आप बीच में विपरीत आवेश रखते हैं अब ये आवेश यह q आवेश सभी एक ही प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को पीछे हटाएंगे तो आइए मान लें कि कोई भी चार्ज इस तरह के चार्ज और इस चार्ज को पीछे हटाता है इस चार्ज से आइए हम इस कोने को A B C D नाम दें तो A कोने पर मौजूद चार्ज B C और D को पीछे हटाएगा और यदि आप देखते हैं तो A से B यह प्रतिकर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा और A से D इस दिशा में कार्य करेगा अब इस बल के दो घटक हैं एक घटक इस दिशा दूसरा घटक लंबवत दिशा में इसी तरह इन बलों के भी दो घटक होते हैं एक घटक बिल्कुल एक सामान दिशा में और दूसरा घटक विपरीत दिशा में तो ये दो घटक एक दूसरे को इसे रद्द करते हैं और यह एक दूसरे को रद्द करता है और ये दोनों डायगोनल की दिशा में यह घटक जुड़ जाएंगे अब उनके बीच क्या बल है प्रतिकर्षण बल क्या है प्रतिकर्षण बल हम जानते हैं कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन0 q वर्ग बटा r वर्ग है यही सूत्र है अब मान लें कि इनमें से प्रत्येक भुजा जो एक वर्गाकार भुजा है और यह 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर है तो यह K q वर्ग बटा a वर्ग है अब B और D के लिए ऐसा होगा अंततः यह कोण 45 डिग्री है तो यह 45 डिग्री होगा क्योंकि यह डायगोनल की दिशा में है तो कुल प्रतिकर्षण बल 2 q वर्ग बटा a वर्ग cos 45 डिग्री प्लस C के कारण प्रतिकर्षण भी है यदि प्रत्येक भुजा a है तो डायगोनल 2a वर्गमूल होगा क्योंकि यह AB वर्ग प्लस BC वर्ग का वर्गमूल है तो 2 q वर्ग बटा a वर्ग cos 45 डिग्री है B और D पर मौजूद चार्ज के कारण और फिर C चार्ज के कारण K q वर्ग बटा 2a वर्गमूल का पूर्ण वर्ग तो यह K q वर्ग बटा a वर्ग cos 45 डिग्री है और B और D दोनों के कारण इसे 2 से गुणा किया जाता है और फिर C के लिए यह K q वर्ग बटा 2a वर्गमूल का पूर्ण वर्ग होगा तो यह प्रतिकर्षण बल है और कुल बल 0 होने के लिए आकर्षक बल भी समान होना चाहिए और आकर्षक बल q Q है जिससे कि प्लस Q आवेश है इस बिंदु पर केंद्र में प्लस Q विपरीत आवेश की तरह है चाहे वह q आवेश के संबंध में विपरीत साइन धन या ऋण हो तो qQ बटा Q चार्ज और q चार्ज के बीच की दूरी का आधा a बटा वर्गमूल 2 है फिर इसका वर्ग है तो K वहां है K रद्द हो जाएगा और यदि आप इसे दोनों पक्षों के बराबर करते हैं तो आपको वह Q cos 45 डिग्री प्लस q के एक चौथाई के बराबर मिलेगा और वह q के 096 के बराबर है अत कूलॉम नियम का प्रयोग करते हुए यह सही उत्तर है अगला प्रश्न यह है कि एक स्फेरिकल आवेश वितरण पर विचार करें जिसमें एक स्थिर आवेश घनत्व रोह r बराबर 0 से r बराबर a और उसके बाद 0 है विद्युत क्षेत्र का सही पैटर्न चुनें जहां r a से कम है या इसका व्यास है और r a से बड़ा है अब मान लें कि यह स्फीयर है और फिर त्रिज्या a है त्रिज्या एक समान है यह a है और इसका चार्ज घनत्व रोह है अंदर का घनत्व रोह है अब मुझे लगता है कि आप में से कुछ ने पहले से ही एक गलती की है जहां आपने इसे एक धातु स्फीयर की तरह सोचा है जहां विद्युत क्षेत्र अंदर 0 है लेकिन यह एक सामान्य धातु का स्फीयर नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र कर रहा हूं तो आवेश केवल सतह पर नहीं है यह स्फीयर के अंदर भी है तो और यह अंदर सहित पूरे स्फीयर में एक स्थिर चार्ज घनत्व है अभी मैं उस विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करूंगा जिसके लिए हमें उपयोग करने की आवश्यकता है जिस पर हमने दूसरे सप्ताह के व्याख्यानों में चर्चा की थी वह गॉस लॉ है तो पहले मैं एक गॉसियन सरफेस लूंगा मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस मान लूंगा जिसकी त्रिज्या r है अब मैं गणना करूँगा इसलिए गॉस लॉ कहता है कि E dot ds बराबर है Q बटा एप्सिलॉन नॉट के जहां Q उस गॉसियन सरफेस से घिरा चार्ज है अब चूँकि यह स्फेरिकल सिमिट्री है यह E पूरी सतह पर स्थिर है जहाँ E का मान या यहाँ और यहाँ E का परिमाण समान होगा तो मुझे मिलता है केवल E इंटीग्रेशन ओवर ds हर जगह E और ds E डॉट ds की तरह होगा दिशा एक ही है तो यह अंततः cos 0 होगा जो कि 1 है इसलिए मैं वेक्टर चिह्न को हटा सकता हूं क्योंकि विद्युत क्षेत्र और सतह वेक्टर एक ही दिशा में इंगित कर रहे हैं और फिर Q Q एनक्लोसड है अब Q एनक्लोसड यह कितना चार्ज संलग्न कर रहा है आवेश घनत्व × इसका आयतन त्रिज्या r के स्फीयर का आयतन क्या है यह है 4 pi बटा 3 r का घन और फिर आपके पास एप्सिलॉन0 भी है और ds इस गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल है जिसका त्रिज्या r है 4 pi r वर्ग है तो यानी 4 pi r वर्ग इस भुजा के बराबर है मान लीजिए 4 pi r वर्ग × मैं इसे अलग तरीके से लिख रहा हूँ यह वही है और अभी 4 pi r वर्ग निकाला गया है अब 4 pi r वर्ग 4 pi r वर्ग रद्द हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र E का परिमाण रोह r बटा 3 एप्सिलॉन0 के बराबर है और अब बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसलिए जब हम a से अधिक r के लिए एक गॉसियन सरफेस लेंगे मान लीजिए कि यह गॉसियन सरफेस है उस स्थिति में बाईं ओर दाहिनी ओर बराबर होगा क्योंकि यह E डॉट ds है और E डॉट ds मुझे E गुणा 4 pi r वर्ग देगा जो कि Q बटा एप्सिलॉन0 के बराबर है अब यह q पहले यह 4 pi r घन था लेकिन अब r इतना है r a से बड़ा है लेकिन चार्ज केवल a तक है कुल चार्ज जो भी चार्ज हैं कुल चार्ज r पर निर्भर नहीं है यह केवल वास्तविक स्फीयर का आयतन है और वह 4 pi बटा 3 घन है तो यह तब rho × 4 pi एक क्यूब बन जाएगा जिसे 3 एप्सिलॉन से विभाजित किया जाएगा नहीं तो E 4 pi होगा 4 pi रद्द हो जाएगा तब आप 3 एप्सिलॉन से घन होंगे नहीं 3 एप्सिलॉन नहीं × rho बटा r वर्ग तो यह सही विकल्प है अब अगला प्रश्न यह है कि त्रिज्या a और b वाले दो संकेंद्रित धातु के कोशों की धारिता जहां a b से छोटा है अब उसके लिए भी हम समान समाकलन समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास दो संकेंद्रित क्षेत्र हैं तो ये दो संकेंद्रित क्षेत्र हैं मुझे मेरे चित्र के लिए क्षमा करें यह हमें कहने दें और यह सही है अब E E के बराबर है जो 1 बटा 4 pi epsilon नहीं × Q बटा r वर्ग परिमाण E के बराबर है और हम यह भी जानते हैं कि पोटेंशियल माइनस E डॉट d r के इंटीग्रेशन के बराबर होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र को dvdr के रूप में परिभाषित किया गया है और फिर पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र का इंटीग्रेशन है अब मुझे पता है कि किसी भी स्थान के बीच में विद्युत क्षेत्र इस सूत्र द्वारा दिया जाता है मान लीजिए कि यह त्रिज्या r है तो एक पोजीशन r पर विद्युत क्षेत्र 1 बटा 4 pi एप्सिलॉन0 Q बटा r वर्ग है जहां हमें कुछ प्लस यदि Q यहां प्लस है तो कुछ ऋण Q चार्ज बाहरी सतह पर बाहरी स्फीयर पर है तो इस चार्ज पृथक्करण के कारण कौन सा पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है इसलिए कि हम इस इंटीग्रेशन से गणना कर रहे हैं तो आंतरिक और बाहरी स्फीयर के बीच पोटेंशियल अंतर यह होगा इसलिए मैं सिर्फ वेक्टर संकेतों को हटा रहा हूं क्योंकि E और d r सभी एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं इसलिए यह अंततः cos 0 1 होगा तो यह 1 बटा 4 pi एप्सिलॉन0 × Q बटा r वर्ग dr है अब यह त्रिज्या क्या है त्रिज्या a से b तक है इस आंतरिक स्फीयर और बाहरी स्फीयर के बीच उत्पन्न पोटेंशियल और वह भीतरी स्फीयर की त्रिज्या a है और बाहरी स्फीयर की त्रिज्या b है इसलिए हम माइनस 1 बटा 4 pi एप्सिलॉन0 लेते हैं और 1 बटा r वर्ग एकीकरण के बाद माइनस 1 बटा r हो जाता है माइनस 1 बटा r a से b तक तो माइनस चिन्ह रद्द हो जाते है तब आप ओह यह Q भी है यह Q है इसलिए माइनस Q बटा 4 pi एप्सिलॉन0 × 1 बटा b माइनस 1 बटा a सरल एकीकरण है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अंत में प्राप्त करेंगे कि यह पोटेंशियल है और मैंने कपसिटंस के बारे में पूछा है तो कैपेसिटेंस C Q बटा V के बराबर है इसलिए यदि आप Q करते हैं तो Q वहां है इसलिए यदि आप Q बटा V करते हैं तो 4 pi एप्सिलॉन0 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर यह होगा यह ab बटा b माइनस a हो जायेगा क्षमा करें यहाँ एक गलती है वह यह है कि यहां कोई माइनस चिन्ह नहीं होगा क्योंकि मैं आवेश को धनात्मक पक्ष से ऋणात्मक पक्ष की ओर ले जा रहा हूँ इसलिए यह वास्तव में विद्युत क्षेत्र इस दिशा की ओर इंगित कर रहा है तो यह अंततः उसी दिशा में इशारा कर रहा है इसलिए कोई माइनस चिन्ह नहीं होगा यह 180 नहीं है यह 0 है तो यह ठीक है और फिर आप पाते हैं कि यहां कोई माइनस चिन्ह नहीं होगा तो यह माइनस 1 बटा r वर्ग माइनस 1 बटा r हो जाएगा और आप नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आपको 1 बटा b माइनस 1 बटा a मिलता है और यह आपको यह समीकरण देगा तो यह सही विकल्प है अगला प्रश्न यह है कि क्या समानांतर प्लेट कपैसिटर की प्लेटें डेल्टा दूरी से पास आती हैं और विद्युत क्षेत्र E और प्लेट A के क्षेत्रफल के पदों में किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा पिछले सत्रीय कार्य में भी हमने दो समानांतर प्लेटों के बीच बल की गणना की है और यह कि हम जानते हैं वह ऊर्जा का ddx है या मान लीजिए कि अंतराल को r कहा जाता है तो ऊर्जा का ddr है और इससे मुझे मिलता है ऊर्जा यदि कपैसिटर C है तो ऊर्जा आधा CV वर्ग है और फिर अंतराल d है तो d भी नीचे आता है यह बल है फिर C बराबर है एप्सिलॉन0 गुणा A बटा d और फिर आपके पास बल होगा आधा एप्सिलोन0 गुणा A बटा d वर्ग और V वर्ग अब आप देखते हैं कि यह आधा एप्सिलॉन0 A × V बटा d वर्ग अब यह V बटा d क्या है V बटा d अंततः पोटेंशियल बटा दूरी है तो वह मेरा विद्युत क्षेत्र है इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं आधे एप्सिलॉन0 A × E वर्ग के अब तो यह बल है इसलिए किया गया कार्य W बल × विस्थापन के बराबर है तो यह आधा एप्सिलॉन0 × E वर्ग× A × डेल्टा है जो कि किया गया कार्य है तो यह सही विकल्प है अब अगला समानांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए है तो यह लंबवत बल और स्पर्शरेखा बल या समानांतर प्लेट कपैसिटर की 2 प्लेटों के बीच अनुप्रस्थ बल के बीच बल है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हम जानते हैं कि पहला विकल्प सही है जहां लंबवत बल bx गुणा एप्सिलॉन0 एप्सिलॉनr V वर्ग को 2 d वर्ग से विभाजित किया जाता है और यह अनुप्रस्थ बल होता है b एप्सिलॉन0 एप्सिलॉनr V वर्ग बटा 2 d लेकिन दूसरे विकल्प के लिए x d से बहुत अधिक है अनुप्रस्थ बल FN से बहुत अधिक है यह ठीक नहीं है क्योंकि लंबवत बल यदि कुछ भी हो यदि उनके बीच का अंतर बहुत छोटा है तो लंबवत बल अनुप्रस्थ बल की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए केवल 1 ही सही है और इन सभी बातों पर हमने सप्ताह 2 व्याख्यान के दौरान चर्चा की है अब यह प्रॉब्लम में जहां हमें कैंटिलीवर बीम की आवश्यकता होती है जो प्लेन में घूम रहे हैं इसका मतलब है कि ये 2 बीम इस दिशा की ओर आकर्षित होंगे और वह बीम ऊपर की दिशा में आकर्षित होगी और हमें पुल्ल इन वोल्टेज की गणना करने की आवश्यकता है अब सामान्य मामले के लिए पुल्ल इन वोल्टेज सामान्य मामले का मतलब एक साधारण केंटिलीवर के लिए होता है तो यह क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक साधारण केंटिलीवर के लिए क्रॉस सेक्शनल व्यू जिसकी हमने पहले ही गणना कर ली है और हम उस सूत्र को जानते हैं पुल्ल इन वोल्टेज 8 K d का घन जिसे 27 एप्सिलॉन0 A से विभाजित किया जाता है के वर्गमूल के बराबर होता है फ्री स्पेस के लिए यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है अब यह K केंटिलीवर का कठोरता स्थिरांक या समकक्ष कठोरता स्थिरांक है d शीर्ष प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच का अंतर है A दोनों प्लेटों का प्रभावी क्षेत्र है और एप्सिलॉन0 स्थिरांक है जिसे आप जानते हैं या फ्री स्पेस की पेरेटिविटी अब लेकिन यह प्रॉब्लम कोई साधारण मामला नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों किरणें वास्तव में गतिमान हैं अब कुछ चीजें हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है सबसे पहले यह आंदोलन कैसे हैं यह आंदोलन वास्तव में अनुप्रस्थ आंदोलन भी नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि ये बल वितरित हैं क्योंकि यहाँ भी बल लग है और यहाँ भी इसलिए हर जगह बल एक दूसरे की ओर लग रहे हैं यह इस तरह है और इस क्षेत्र में कोई बल नहीं है जैसे 200 माइक्रोन कुल लंबाई है 120 माइक्रोन अतिव्यापी है और 80 माइक्रोन नहीं है तो वह 80 माइक्रोन पर कोई बल नहीं है तो बीम के केवल एक हिस्से के लिए यह एक वितरित भार है लेकिन गणना की सादगी के लिए हम मान लेंगे कि यह पूर्ण बीम के लिए अनुप्रस्थ भार होगा तो अनुप्रस्थ मामला क्या है हम पहले से ही जानते हैं कि कठोरता स्थिरांक बराबर है 3 Y I बटा l घन के यहाँ अब हम जानते हैं कि Y 120 Gpa या 120 × 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है फिर l हमें 120 माइक्रोन नहीं 200 माइक्रोन लेने की जरूरत है क्योंकि मैं पूरी बीम को मान रहा हूं और चौड़ाई w 2 माइक्रोन है और प्लेन की मोटाई 10 माइक्रोन है इसलिए मोटाई 10 माइक्रोन है अब आप यहाँ देखते हैं कि w 2 माइक्रोन है इसका मतलब है यह चौड़ाई 2 माइक्रोन है जबकि मोटाई 10 माइक्रोन है अब यह बीम प्लेन में चल रहा है ऊपर और नीचे की दिशा में ठीक उसी तरह जैसे मैंने यहां खींचा है अब बात यह है कि I आमतौर पर wt घन बटा 12 होता है लेकिन यहां w बल वास्तव में केवल w के साथ कार्य कर रहा है इसलिए यह tw घन 12 है तो I tw घन बटा 12 के बराबर हूं और फिर आपको KT बराबर मिलता है यदि आप इन सभी मूल्यों को डालते हैं तो आपको KT का मान 04 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है अब बात यह है कि ऐसा करने के बाद भी आप इस सूत्र को लागू नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बीम चल रहे हैं अब हम यहां क्या कर सकते हैं कि हम बीम में से एक को स्थिर मान सकते हैं मान लें कि मैं इन बीम पर विचार करता हूं ये बीम जो कि नीचे की बीम है जिसे अब स्थिर किया जाना है यदि नीचे की बीम स्थिर हो गई है तो विस्थापन को समान बनाने के लिए शीर्ष बीम को दुगनी दूरी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि देखें कि क्या दोनों बीम एक दूसरे की ओर मान लो कि 10 नैनोमीटर चल रहे है तो अंततः सापेक्ष विस्थापन 20 नैनोमीटर कम हो जाता है और जब मैं विचार कर रहा हूं कि बीम में से एक स्थिर है तो मुझे ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि शीर्ष बीम 20 नैनोमीटर चल सके और यह कैसे संभव है यह संभव है यदि हम प्रभावी कठोरता K को आधा प्रभावी मानते हैं तो जो कि 02 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर है इसलिए x बराबर है F बटा K इसलिए यदि हम K को आधा कर देते हैं तो हम वास्तव में विस्थापन को दोगुना कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता तब होती है जब हम बीम में से एक को स्थिर मान रहे होते हैं अब हम एक बीम को स्थिर पर विचार क्यों कर रहे हैं क्योंकि यदि हम एक बीम को स्थिर पर विचार करते हैं तो यह हमारे सामान्य मामले की तरह हो जाता है जहां हम मान सकते हैं कि नीचे की प्लेट को स्थिर है और शीर्ष प्लेट भी चलती है या शीर्ष प्लेट केवल चलती है तो उस स्थिति में हम सीधे इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि V पुल इन 8 K गुणा d क्यूब बटा 27 एप्सिलोन0 A के वर्गमूल के बराबर है जहा K प्रभावी K होगा अब यह A क्षेत्रफल है जो 120 × प्लेन में क्या है प्लेन से बाहर क्या है जिसकी मोटाई 10 माइक्रोन है तो × १० तो १२० × १० माइक्रोमीटर वर्ग है तो इसमें से १० की घात माइनस ६ × १० की घात माइनस ६ से माइनस १२ आएगा तो यह A है और फिर आप जानते हैं d बराबर है 4 माइक्रोन के और आप पहले से ही प्रभावी K को 02 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से जानते हैं और एप्सिलॉन0 वैसे भी ज्ञात है यदि आप इन सभी मूल्यों को रखते हैं और गणना करते हैं तो आपको 188 वोल्ट मिलेगा Y 120 GPa 120 × 109 Nm2 l 200 µm w 2 µm t 10 µm Nm Nm A 120 × 10 µm2 d 4 µm Hence तो ध्यान रखें कि हम गणना के बाद 1 मान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उत्तर को स्वीकार करते समय हमने एक सीमा रखी है इसलिए जैसे कि इस दशमलव अंक के कारण आपके उत्तर जैसे सुधार प्रभावित नहीं होंगे अगला प्रश्न समानांतर प्लेट कैपेसिटर की विद्युत ऊर्जा घनत्व है यदि अंदर विद्युत क्षेत्र E है अब ऊर्जा U क्या है U बराबर है आधा CV वर्ग के मान लें कि C बराबर है एप्सिलोन0 A बटा d के और फिर से V किसके बराबर है V बराबर है जैसा मैंने पहले लिखा था E × d तो इसे आधा × एप्सिलॉन0 E वर्ग × A × d के रूप में लिख सकते हैं अब A × d कपैसिटर का आयतन है तो ऊर्जा घनत्व U बटा A d आधा × एप्सिलॉन0 E वर्ग के बराबर है यह सही है अब यह प्रश्न भी प्रश्न संख्या 6 के समान ही है तो वे हैं हमें केवल विद्युत बल और यांत्रिक बल के बीच समान करना है इससे पहले हमारे पास वास्तव में ऐसा है यह व्याख्यान 2 या सप्ताह 2 में है हम पहले ही कैम एक्ट्यूएटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और वे हैं हमने इस सूत्र का उपयोग किया है या हमने प्राप्त किया है और इस सूत्र पर भी चर्चा की हैं जहां यह इस तरह के कैंब एक्ट्यूएटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की तरह है जो nb एप्सिलॉनr एप्सिलॉन0 बटा d × V वर्ग है जहां V लागू वोल्टेज है और n क्रियाशील द्रव्यमान या प्रूफ द्रव्यमान पर मौजूद कंघों की संख्या है तो यहाँ की तरह प्रूफ मास में अंततः प्रत्येक तरफ ३ ३ ३ ३ कंघी होती है इसलिए कुल ६ कंघी लेकिन इस मामले में जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि C १ सर्किट से जुड़ा नहीं है तो अंततः हमें केवल 3 कंघों पर विचार करना होगा B चौड़ाई है और D कंघी के बीच का अंतर है और V लागू वोल्टेज है तो यह विद्युत बल और एक स्थिरवैद्युत बल है और एलास्टिक बल क्या है एलास्टिक बल K x है जिसे हम जानते हैं लेकिन फिर हमें प्रभावी कठोरता स्थिरांक की गणना करने की आवश्यकता है और उसके लिए आप देखते हैं कि यह एक क्रैब लेग की व्यवस्था की तरह जुड़ा हुआ है जहां हमारे चार पैर हैं और ये सभी पैर निर्देशित बीम प्रकार की गति में हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भी कोई ढलान नहीं होगा और यहां भी इसका कोई गैर शून्य ढलान नहीं हो सकता है तो दोनों मामलों में सभी बीम यह निर्देशित बीम है अब व्यावहारिक मामले में AB भाग पर भी कुछ विक्षेपण या अक्षीय तनाव होगा लेकिन सादगी के लिए हम अब AB भाग पर विचार नहीं कर रहे हैं तो मान लें कि केवल लंबा हिस्सा या पतला बीम यदि हम विचार करें तो हम लिख सकते हैं कि निर्देशित बीम के लिए हम जानते हैं कि KG बराबर 12 YI बटा l घन के अब यहां भी आपको फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि आपको इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपकी चौड़ाई क्या है और आपकी ऊंचाई क्या है तो फिर से बीम आगे बढ़ा रहा है विक्षेपण या गति इस दिशा में है तो यह प्रत्येक वर्ग है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इनमे हर एक ग्रिड 5 माइक्रोन है तो यहाँ यह समतल चौड़ाई में अंततः इस प्रकार के बल के लिए यह ऊँचाई है तो I बराबर है hw घन बटा 12 के जहां w 5 माइक्रोन के बराबर है और h 25 माइक्रोन के बराबर है जो वास्तविक मोटाई या समतल मोटाई से बाहर है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वहां पहुंचेंगे यदि हम इन सभी मूल्यों को रखते हैं और l हम पहले से ही जानते हैं l की यदि आप गणना करते हैं यहाँ 13 वर्ग हैं तो यह l बराबर हो जाएगा 13 × 5 यानि 65 माइक्रोमीटर और यदि आप उन सभी मानों को रखते हैं और आपको K 19231 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर मिलेगा अबयहाँ 4 बीम हैं तो और सभी बीम समानांतर हैं क्योंकि यह विक्षेपण सभी बीम के लिए समान है तो समकक्ष K 4 × KG के बराबर है अब मैं विद्युत क्षेत्र को भी जानता हूं क्योंकि F E बराबर है मैने पहले ही सूत्र को यहां रख दिया है और जहां n 3 के बराबर है b h के समान है यहाँ b 25 माइक्रो मीटर है एप्सिलोनr 1 है एप्सिलोन0 आप जानते ही है 885 × 10 घात माइनस 12 हैं और फिर d कंघी के बीच का अंतर है और वह भी है 5 माइक्रोन है अब तब आपको मिलेगा आपको यह अभिव्यक्ति मिलेगी और इसलिए यांत्रिक बल क्या है यांत्रिक बल समकक्ष K × विस्थापन के बराबर है और विस्थापन मान लीजिए y है जहाँ y 5 नैनोमीटर के बराबर है फिर अगर हम इन सभी मानों को एक साथ रख दें तो हमें वह मिल जाएगा और फिर आप गणना कर सकते हैं कि V 5383 वोल्ट के बराबर होगा w 5 µm h 25 µm l 65 µm kG 19231 Nm keq 4kG n 3 b 25 µm d 5 µm y 5 µm Hence So V 5383 V तो आप बस सभी मूल्यों को रखें और गणना करें कि यह 5383 आएगा और मुझे आशा है कि आप यहां समझ गए हैं कि हम लागू कर रहे अंततः यांत्रिक बल हैं और विद्युत बल समान होगा तो उस तथ्य को हम यहां लागू कर रहे हैं यह विद्युत बल है और यह यांत्रिक बल है और यांत्रिक बल K x के बराबर होता है और वह समकक्ष K × y या विस्थापन के बराबर होता है विस्थापन 5 नैनोमीटर है और समकक्ष K बल गुणा प्रत्येक बीम के लिए कठोरता स्थिरांक के बराबर है तो तदनुसार हमें यह अभिव्यक्ति मिल रही है और इस पक्ष पर हम पहले ही व्याख्यान वीडियो के दौरान चर्चा कर चुके हैं अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्टिक्शन नहीं करती इसलिए मेथनॉल का उपयोग करते हुए चौड़ा बीम का उपयोग करके एक कठोर कैंटीलीवर बनाना इसलिए मेथनॉल निश्चित रूप से स्टिक्शन नहीं करती फिर संकीर्ण डिम्पल बनाने में भी एक स्टिक्शन कठोर कैंटिलीवर भी स्टिक्शन की संभावना को कम करेगा लेकिन चौड़ा बीम स्टिक्शन को कम नहीं करेगा क्योंकि जैसा कि हम बना रहे हैं अगर एक बीम को चौड़ा किया जाता है तो साथ ही सुनो यह निश्चित स्थिति है तो यहां जो भी बूंदें बनती हैं वह संपर्क क्षेत्र भी बढ़ता है तो अंततः उसमें से पानी की बूंद भी चौड़ी बीम के कारण बड़ी होती है तो यह वास्तव में स्टिक्शन में मदद नहीं करेगा किस मात्रा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या तो ऊध्र्वपातक या सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए तो यहां तरल पदार्थ आप जानते हैं कि हम सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए उपयोग करते हैं क्लोरोबेंजीन का उपयोग ऊध्र्वपातक के लिए किया जाता है और तरलता ब्यूटाइल अल्कोहल का उपयोग ऊध्र्वपातक के लिए भी किया जाता है लेकिन DI पानी ही यहां एकमात्र ऐसी सामग्री है जो ऊध्र्वपातक या सुपरक्रिटिकल सुखाने में मदद नहीं करती है और आपको यहां एक बात समझने की जरूरत है कि DI पानी को हमने व्याख्यान वीडियो के दौरान नहीं रखा हैं आपने देखा है कि DI पानी ऊध्र्वपातक या सुपर क्रिटिकल सुखाने पर भी चर्चा करते समय मौजूद था लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऊध्र्वपातक या सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए DI पानी की आवश्यकता होती है आपको इस बिंदु को समझने की जरूरत है कि हमारी सामान्य निर्माण प्रक्रिया के लिए DI पानी की आवश्यकता होती है इसलिए जब हम फेब्रिकेशन कर रहे होते हैं जैसे कि एचिंग या लिथोग्राफी लिफ्ट ऑफ तो उन चरणों में DI पानी का उपयोग किया जाता है इसलिए अंततः उन चरणों को पूरा करने के बाद हमारे नमूने उस DI पानी के अंदर हैं क्योंकि हमने नमूने को साफ करने के लिए DI पानी का उपयोग किया है अब जब हम पानी से नमूना निकालते हैं तो यहाँ यह स्टिक्शन की संभावना होती है तो हमारा पूरा उद्देश्य बीम को सब्सट्रेट से चिपके बिना DI पानी निकालना है इसलिए हम तरल CO2 या डाइक्लोरोबेंजीन या t बुटील अलकोहल का उपयोग करते हैं और पानी वास्तव में स्टिचिंग में मदद करता है तो यह किसी भी चीज़ में ऊध्र्वपातक या सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए सहायक नहीं होगा क्योंकि यह ऊध्र्वपातक या सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए एजेंट नहीं है क्योंकि हम अपने अंतिम एचिंग चरण से नमूना प्राप्त करते हैं या इस तरह से उठाते हैं कि नमूना विलय हो गया है DI पानी में डूबा हुआ है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते हैं कि हम सुपरक्रिटिकल सुखाने या ऊध्र्वपातक के लिए DI पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों भ्रमित है कि DI पानी का उपयोग ऊध्र्वपातक और सुपरक्रिटिकल सुखाने के लिए भी किया जाता है जो कि सच नहीं है DI पानी पहले एचिंग के चरणों से आता है हम DI पानी से शुरू करते हैं क्योंकि यह नमूना पहले से ही DI पानी के अंदर था अब हमारा लक्ष्य ऊध्र्वपातक या सुपर क्रिटिकल सुखाने या किसी अन्य तकनीक का उपयोग करना है ताकि यह अटके नहीं इसलिए यह सही उत्तर है तो मुझे आशा है कि आप असाइनमेंट कार्य 1 और 2 दोनों को समझ गए होंगे